इस व्याख्यान में हम टाइमिंग ड्रिवेन प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे पहले के व्याख्यानों में हमने विभिन्न समय के मुद्दों के बारे में बात की जहाँ आप फॉल्स पाथ की पहचान करने के लिए एक सर्किट का स्थैतिक विश्लेषण करते हैं ताकि कुछ समय संबंधी कंस्ट्रेंट्स को संतुष्ट किया जा सके और उल्लंघन होने पर कुछ उपाय किए जा सकें बाद में हम वास्तव में देखेंगे कि किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं जिन्हें हम बाद में देखेंगे जब हम कुछ भौतिक डिज़ाइन या लेआउट के लिए कुछ भौतिक परिवर्तनों पर चर्चा करते हैं ताकि इस समय के कुछ बजटों को शामिल किया जा सके या किए गए संशोधनों को शामिल किया जा सके अब यहाँ इस व्याख्यान में हम देख रहे होंगे कि कैसे हम कुछ समय की कंस्ट्रेंट्स के अधीन ब्लॉकों को रख सकते हैं जो हमें दिए गए हैं इसलिए यह टाइमिंग एल्गोरिदम या प्लेसमेंट एल्गोरिदम से थोड़ा परे है जिसका मतलब है कि हमने पहले चर्चा की थी क्योंकि उस समय हमने समय के मुद्दों पर विचार नहीं किया था हमने केवल नेटलिस्ट आवश्यकता ब्लॉक के आकार पिंस की स्थिति और इतने पर और हमारा उद्देश्य लेआउट आकार को कम करना और इंटरकनेक्शन की लंबाई या लागत को कम करना था दोनों के कुछ भारित योग लेकिन अब एक तीसरा पैरामीटर यह भी आता है कुछ समय की कमी के कारण हमें इस तरह से ब्लॉक लगाने की जरूरत है कि कुछ समय की कमी पूरी हो इसलिए टाइमिंग संचालित TDP हम संक्षेप में संदर्भित करते हैं वे सर्किट डिले Circuit Deay का अनुकूलन करने का प्रयास करते हैं जरूरी नहीं कि क्षेत्र और तार की लंबाई ही हो यह या तो सभी समय की कंस्ट्रेंट्स को पूरा करने के लिए किया जाता है इसलिए हमने देखा था कि कुछ समय फॉल्स पाथ के लिए विवश करता है तो अंत में नीचे की रेखा है हम सबसे बड़ी संभव घड़ी आवृत्ति को प्राप्त करना चाहते हैं वह हमारा है वह हमारा अंतिम उद्देश्य है तो इसके लिए हमें एक टूल के रूप में स्टेटिक टाइमिंग एनालाइज़र का उपयोग करना होगा तो जो भी STA आपको देता है उसका उपयोग हम क्रिटिकल नेट की पहचान करने के लिए करेंगे लेकिन जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है आपको कुछ अतिरिक्त करने की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि जब आप स्थैतिक विश्लेषण करते हैं तो आप इंटरकनेक्शंस के कुछ अनुमानों के साथ शुरू कर रहे हैं तो आपको अनुमान कहां से मिलेगा जब तक आप प्लेसमेंट नहीं करते हैं तो यह वास्तव में हाथों हाथ जा सकता है यह एक पुनरावृत्ति प्रक्रिया होगी इसलिए टाइमिंग संचालित प्लेसमेंट इसका उद्देश्य इन दोनों मापदंडों में से एक या दोनों को कम करना है बेशक यह नकारात्मक स्लैक्स के मामले में समय के उल्लंघन को खत्म करने की कोशिश करेगा लेकिन 2 तरह के होते हैं 2 तरीके जिसमें आप इसे माप सकते हैं आप या तो सबसे खराब नकारात्मक स्लैक के रूप में माप सकते हैं आप परिमाण के संदर्भ में सबसे बड़ी नकारात्मक स्लैक वैल्यू पाते हैं तो यह सबसे खराब वैल्यू है जो वहां है या आप सभी नकारात्मक स्लैक्स को जोड़ सकते हैं और वहां कुल नकारात्मक वैल्यू देख सकते हैं तो आप इनमें से किसी को भी उपयोग कर सकते हैं इसलिए हम इस T को टाइमिंग एंडपॉइंट्स का सेट मानते हैं तो यह सबसे खराब नकारात्मक स्लैक को प्रत्येक नेट टाइमिंग एंडपॉइंट्स 𝓣 के स्लैक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां 𝓣 T के अंतर्गत आता है जहां T टाइमिंग एंडपॉइंट्स का सेट है तो टाइमिंग एंडपॉइंट्स क्या है वे स्थान जहां से जिन स्थानों में आउटपुट जा रहे हैं क्योंकि जब भी आपका कांबिनेशनल सर्किट होता है तो आप या तो आउटपुट के अनुरूप होते हैं या वह आउटपुट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पर जा सकता है तो यह संदर्भ ये आमतौर पर एक टाइमिंग एंडपॉइंट्स के रूप में संदर्भित होते हैं यह उस पर निर्भर करता है जिस पर हमें विचार करने की जरूरत है जो एक क्लॉक साइकिल के भीतर किया जाना है तो या तो प्राथमिक आउटपुट या फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट जो सबसे खराब नकारात्मक स्लैक है और कुल नकारात्मक स्लैक यह है जो आप इसे देखते हैं इसलिए जो भी स्लैक 0 से कम है बस उन्हें जोड़ दें ये 2 पैरामीटर हैं जिन्हें आप अनुकूलित कर सकते हैं उनमें से कोई भी या दोनों को अब टाइमिंग संचालित प्लेसमेंट तकनीकों को मोटे तौर पर 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है एक नेट्स पर आधारित है इसका मतलब है आप व्यक्तिगत रूप से नेट्स को देखते हैं कुल पथ को नहीं देखते हैं हर गेट आउटपुट के लिए आप कहते हैं कि अगर कोई फैनआउट है तो वह नेट है दूसरे गेट के लिए नेट है दूसरे गेट के लिए दूसरा नेट है तो आप एक समय में एक नेट को देखते हैं और उस विशेष गेट या मॉड्यूल को इस तरह से रखने की कोशिश करते हैं कि समय की आवश्यकता के संदर्भ में उस विशेष नेट वैल्यू को अनुकूलित किया जाता है लेकिन फिर आपको यहां क्या करने की ज़रूरत है कि आपको हर नेट के लिए किसी प्रकार का टाइमिंग बजट निर्धारित करने की आवश्यकता है इसलिए जब तक आपके पास यह नहीं है आप यह नहीं कर सकते क्योंकि किसी को आपको यह बताना है कि इस नेट में अधिकतम 5 मिनट की देरी है तब केवल आप जांच सकते हैं कि यह 5 के भीतर है या नहीं दूसरा प्रकार पथ आधारित है जहां आप पूरे पथ को देखते हैं और आप पथ के समय का अनुकूलन करने का प्रयास करते हैं और तीसरा एक एकीकृत किया जा सकता है आप व्यक्तिगत रूप से नेट या पथ को नहीं देखते हैं लेकिन एक फ्रेमवर्क के तहत संपूर्ण समस्या को एकीकृत कर बाध्य करते हैं इसलिए नेट आधारित तकनीक जैसा कि मैंने कहा था आपको किसी तरह की डिले बजटिंग करनी होगी आपको केवल नेट्स के लिए कुछ डिले मान निर्दिष्ट करने होंगे तो आप इन व्यक्तिगत नेट्स के समय या लंबाई के लिए कुछ प्रकार की ऊपरी सीमाएं निर्दिष्ट कर सकते हैं और आप नेट वेइग के लिए कुछ विधि भी कर सकते हैं तो आप पहचानते हैं कि कौन से नेट क्रिटिकल हैं तो क्रिटिकल नेट को उच्च प्राथमिकता या उच्च भार दिया जा सकता है तो आप एक प्रारंभिक प्लेसमेंट के आधार पर एक स्थिर समय विश्लेषण कर सकते हैं फिर आप नेट की क्रिटिकालिटी की पहचान करने की कोशिश करते हैं कि कौन से नेट क्रिटिकल हैं उन्हें उच्च भार दें इसलिए जब भी आप उन्हें रखें तो नेट के अधिक वजन को प्राथमिकता दें पथ आधारित तकनीक के विपरीत जैसा कि मैंने कहा था वे सभी समय महत्वपूर्ण पथ को संभालना चाहते हैं इसका मतलब है इनपुट से आउटपुट तक वे व्यक्तिगत नेट को नहीं देखते हैं ये अधिक सटीक हैं क्योंकि आप इनपुट आउटपुट आवश्यकताओं में अधिक रुचि रखते हैं व्यक्तिगत नेट की आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर हमने पहले जो समस्या बताई है वह यह है कि कई सर्किटों के लिए पथों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है इसलिए अलग अलग पाथ्स paths को संभालना संभव नहीं है तो दोनों दृष्टिकोण या तो आप नेट आधारित या पथ का उपयोग करते हैं उन्हें प्लेसमेंट एल्गोरिथम के साथ हाथो हाथ से जाना होगा इसलिए किसी प्रकार का वृद्धिशील कार्यान्वयन होना चाहिए ताकि आप नियमित रूप से प्लेसमेंट को संशोधित कर सकें और तुरंत समय और अन्य संबंधित चीजों के संबंध में एक फीडबैक प्राप्त कर सकें कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं इसलिए समय और इस प्लेसमेंट इन 2 को हाथो हाथ जाना है तो पहले के मामले के विपरीत यह पहले किया जाना है और फिर यह लेकिन फिर से यहाँ हम देखते हैं कि एक दुविधा है इसलिए जब तक आप प्लेसमेंट नहीं करते हैं आपको तार की लंबाई नहीं मिल सकती है और जब तक आप समय नहीं देते हैं तब तक आप को अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिल सकते हैं इसलिए इसमें पुनरावृत्ति कदम और वृद्धिशील होना है उन्हें एक साथ हाथो हाथ जाना होगा इसलिए एकीकृत दृष्टिकोणों के विपरीत जिसे हमने तीसरा दृष्टिकोण भी माना है वे किसी प्रकार के गणितीय सूत्रीकरण का उपयोग करते हैं वे कुछ कंस्ट्रेंट्स बनाते हैं इन कंस्ट्रेंट्स में स्थैतिक समय विश्लेषण STA के कुछ परिणामों को इनबिल्ट किया जा सकता है और कुछ वस्तुनिष्ठ फ़ंक्शन परिभाषित है जिसे हम अनुकूलित करने की कोशिश कर रहे हैं अब व्यवहार में कुछ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन फ्लो जो बड़े उच्च प्रदर्शन डिजाइनों को संभालते हैं वे प्रारंभिक प्लेसमेंट के दौरान समय के मुद्दों को शामिल नहीं करते हैं क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि जब तक आप प्लेसमेंट नहीं करते हैं आपको डिले के संबंध में सटीक जानकारी नहीं मिलती है इसलिए वे प्रारंभिक चरणों में समय संचालित तरीकों को शामिल न करें लेकिन बाद के पुनरावृत्तियों के दौरान वे ऐसा करते हैं जिससे यह समझ में आता है ठीक है ठीक है अब नेट आधारित तकनीकों पर आते हुए ये दृष्टिकोण नेट वेट के संबंध में मात्रात्मक प्राथमिकताओं को लागू करते हैं जो यह इंगित कर सकते हैं कि एक विशेष नेट कितना क्रिटिकल है या आप किसी प्रकार के डिले बजट दे सकते हैं यदि आप डिले के कुछ ऊपरी सीमा को निर्दिष्ट कर सकते हैं इसका मतलब है आप या तो कह सकते हैं कि यह नेट बहुत क्रिटिकल है या यह नेट इतना क्रिटिकल नहीं है यह कहने का एक तरीका है या दूसरा तरीका यह है कि आप कुछ ऊपरी सीमा दे सकते हैं जो इस नेट के लिए मेरा अधिकतम डिले बजट है आपको उस बजट के भीतर फिट होना होगा निर्दिष्ट करने के 2 तरीके हैं अब प्रारंभिक चरण नेट वेट अधिक प्रभावी हो सकता है क्योंकि डिले बजट उस चरण के दौरान अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है इसलिए शुरू में आप कुछ वेट कह सकते हैं कुछ नेट दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हैं लेकिन बाद में पुनरावृत्तियों के दौरान आप डिले बजट के लिए जा सकते हैं तो एक बार समय विश्लेषण के परिणाम अधिक सटीक हो जाते हैं इसलिए केवल आप डिले बजट अनुमान भी प्राप्त कर सकते हैं आइए हम मौजूदा तरीकों में से कुछ को देखते हैं जो इसके लिए प्रस्तावित किए गए हैं नेट वेटिंग वे अनुमान कैसे बनाते हैं इसलिए एक पारंपरिक प्लेसमेंट टूल जिसे हमने पहले देखा है यह सिर्फ कुल तार की लंबाई और रौटबिलिटी का अनुकूलन करता है चाहे राउटिंग के लिए पर्याप्त जगह हो लेकिन इसके अतिरिक्त समय के हिसाब से उपकरण कुल भारित तार की लंबाई को भी कम कर सकता है जहाँ यह वेट कृतिकालिटी का मापक होगा तो हर तार की लंबाई को एक वेट सौंपा जा सकता है इसलिए अधिक वेट का मतलब अधिक क्रिटिकल है इसलिए यदि आप कुछ वेट असाइन कर सकते हैं और यदि आप तार की लंबाई को कम करने की समस्या को एक भारित तार की लंबाई को कम से कम करने की समस्या में अनुवाद कर सकते हैं तो इस नेट प्राथमिकता को ध्यान में रखा जा सकता है केवल प्लेसमेंट के लागत फ़ंक्शन को संशोधित करने के लिए अब आप जिस तरह से नेट वेट असाइन करते हैं उसे स्टैटिकली या डायनामिक तरीके से किया जा सकता है इसलिए हम कुछ दृष्टिकोणों को देखेंगे जिन्हें प्रस्तावित किया गया है स्थैतिक नेट वेट उन्हें स्थैतिक कहा जाता है क्योंकि वे प्लेसमेंट प्रक्रिया शुरू होने से पहले उनकी गणना की जाती है और प्रक्रिया के दौरान यह नहीं बदलते है और ये मूल रूप से इनकी गणना की जाती है या अनुमान लगाया जाता है स्लैक वैल्यू के आधार पर जो स्थिर समय विश्लेषण के माध्यम से गणना किए जाते है तो यह विचार है कि नेट जितना क्रिटिकल है इसका मतलब है स्लैक जितने छोटे होंगे वेट उतना अधिक होना चाहिए तो 2 तरीके हैं जो प्रस्तावित किए गए हैं एक कहता है कि आप नेट वेट के असतत मूल्यों का उपयोग करते हैं 2 मान ओमेगा 1 और ओमेगा 2 बस ओमेगा 1 दें यदि संबंधित स्लैक पॉजिटिव है तो ओमेगा 2 दें यदि स्लैक का मान निगेटिव है इसलिए ओमेगा 1 आमतौर पर ओमेगा 2 से कम होता है ओमेगा 2 का वेट अधिक होता है इसलिए यदि स्लैक मूल्य नकारात्मक है तो आप उन नेट्स को उच्च प्राथमिकता देते हैं या एक और तरीका है जो प्रस्तावित करता है कि आपके पास एक कंटीन्यूअस वैल्यू हो सकता है आप w की गणना करने के लिए 1 माइनस स्लैक डिवाइड बाय T टो दी पावर अल्फा 1 slackTके रूप में परिकलित कर सकते हैं जहाँ T सर्किट में सबसे लंबा पथ डिले है और अल्फा कुछ कृतिकालिटी एक्सपोनेंट है जिसे आप समायोजित कर सकते हैं आप अल्फा के वैल्यू को संशोधित कर सकते हैं और इसके द्वारा आप यह भी बदल सकते हैं कि स्लैक में भिन्नता w के मूल्य को कितना प्रभावित करेगी तो कुछ अन्य विधि भी थी जहां संवेदनशीलता के आधार पर नेट वेट थे तो यह एक्सप्रेशन थी जिसका उपयोग किया गया था मैं यहां बहुत विस्तार में नहीं जा रहा हूं इसलिए उन्होंने स्लैक के कुछ कम्प्यूटेड मूल्य का इस्तेमाल किया और स्लैक का टारगेट टारगेट स्लैक है आप कितना स्लैक चाहते हैं अल्फा एक पैरामीटर है बीटा भी पैरामीटर है और sw स्लैक कहता है इसका मतलब है कि नेट वेट के लिए कुल नकारात्मक स्लैक संवेदनशीलता क्या है इसका मतलब है अगर नेट वेट बदलता है तो TNS मूल्य पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा इसी तरह आप TNS स्लैक और TNS स्लैक हो सकते हैं यह स्लैक वैल्यू के लिए है और यह TNS वैल्यू के लिए है तो नेट वेट में बदलाव का कितना असर इसी स्लैक वैल्यू पर पड़ेगा तो ये कुछ तरीके हैं जो प्रस्तावित किए गए हैं और डायनेमिक नेट वेटिंग के लिए उन्हें प्लेसमेंट पुनरावृत्तियों के दौरान संशोधित और गतिशील रूप से परिवर्तित किया जाता है और जाहिर है यह अधिक प्रभावी हो सकता है क्योंकि आप वर्तमान परिदृश्य के आधार पर वेट बदल रहे हैं और जब आप कुछ संशोधन करते हैं तो पुराने वैल्यू पुराने हो सकते हैं तो यह एक पुनरावृत्त वैल्यू है तो एक पुनरावृत्ति k पर स्लैक वैल्यू की गणना पिछले पुनरावृत्ति वैल्यू से की जा सकती है डेल्टा L के आधार पर कुछ परिवर्तन करके डेल्टा L तार लंबाई में परिवर्तन हो सकता है जो इन 2 पुनरावृत्तियों के बीच हो रहा है और यह तार की लंबाई में परिवर्तन और देरी का प्रभाव होगा कुछ कारक जो डेल्टा L द्वारा गुणा किया जाता है आप इस एक स्लैक K माइनस 1 को घटाते हैं जो आपका नया स्लैक होगा इसलिए एक बार जब आप स्लैक की गणना कर लेते हैं तो wk की गणना करने के तरीके हैं तो कुछ विधि प्रस्तावित की गई है कि आप कुछ शीर्ष क्रिटिकल नेट को चुनें या वर्गीकृत करें तो अगर यह शीर्ष एक में से एक है तो आप इस तरह एक वेरिएबल vk असाइन करते हैं यदि अन्यथा लोअर वैल्यू असाइन करते हैं इस प्लस 1 का उपयोग न करें और एक बार जब आप vk की गणना करते हैं तो आप नेट वजन की गणना कर सकते हैं पिछले पुनरावृत्ति के रूप में नेट वजन 1 प्लस vk से गुणा किया जाता है आप बस इसे अपडेट करें तो ये कुछ तरीके हैं जिनका उपयोग किया गया है लेकिन एकीकृत दृष्टिकोण यहां दिलचस्प है अनुकूलन की पूरी प्रक्रिया आप गणितीय रूप से व्यक्त कर रहे हैं और आप किसी तरह के सॉल्वर का उपयोग कर रहे हैं जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्वर एलपी सॉल्वर समस्या के समाधान के लिए कि प्लेसमेंट क्या होगा ताकि इन कंस्ट्रेंट्स को पूरा किया जा सके तो चलिए देखते हैं कि यहाँ यह कैसे काम करता है इसलिए नेट आधारित विधियों में आपको याद है कि समय की आवश्यकताओं को नेट वेट या कंस्ट्रेंट्स के लिए मैप किया जा रहा है जबकि पथ आधारित विधियाँ सीधे पाथ्स के लिए समय देखती हैं लेकिन पथ आधारित विधियाँ स्केलेबल नहीं हैं पाथ्स की संख्या बहुत जल्दी बढ़ सकती है तो स्केलेबिलिटी और अच्छे प्रदर्शन के लिए समय विश्लेषण को कंस्ट्रेंट्स और उद्देश्य फ़ंक्शन के एक सेट द्वारा कैप्चर किया जा सकता है जिसे अनुकूलित किया जा सकता है उदाहरण के लिए एक जिसे हम यहां प्रस्तुत करते हैं एक रैखिक प्रोग्रामिंग सूत्रीकरण का उपयोग करता है तो यह कैसे काम करता है वे वास्तव में 2 प्रकार की कंस्ट्रेंट्स को निर्दिष्ट करते हैं एक को उन भौतिक कंस्ट्रेंट्स को कहा जाता है जो प्लेसमेंट हैं इसलिए जहां सेल्स स्थित हैं और समय की कमी है जो स्लैक वैल्यूज की चिंता करती है तो इसके अलावा आप कुछ अतिरिक्त कंस्ट्रेंट्स कुछ विद्युत कंस्ट्रेंट्स को भी शामिल कर सकते हैं यदि आप चाहें लेकिन हम केवल इन 2 के बारे में यहां बात करते हैं भौतिक और समय तो भौतिक कंस्ट्रेंट्स को देखते हैं कि ये क्या हैं सेल्स के एक सेट V और नेट E के एक सेट को देखते हुए हम xv को परिभाषित करते हैं yv एक सेल v का केंद्र है होना चाहिए से संबंधित है यह देखें कि यह प्रतीक नहीं आया है छोटा v कैपिटल V का है इसका क्या मतलब मान लीजिए मेरे पास एक सेल है यह ब्लॉक जो मैं रख रहा हूं मैं इसे v कहता हूं यह केंद्र बिंदु इस सेल का केंद्र मैं इसे निर्देशांक xv और yv कहता हूं Ve सेल्स के सेट को दर्शाता है जो नेट E से जुड़े हुए हैं और बाएं दाएं नीचे और ऊपर इस बाउंडिंग बॉक्स की 4 सीमाओं के निर्देशांक को दर्शाते हैं अच्छा तो इसका क्या मतलब है चलिए हम बताते हैं यह e एक नेट को दर्शाता है मान लीजिए कि यह बाउंडिंग बॉक्स है जिसे e द्वारा दर्शाया गया है e एक नेट को दर्शाता है मतलब इसमें कुछ बिंदु जुड़े होने चाहिए और मैं इस धारणा के साथ थोड़ा बड़ा बाउंडिंग बॉक्स का उपयोग कर रहा हूं कि सभी इंटरकनेक्शन्स इस बाउंडिंग बॉक्स द्वारा पूरे किए जाएंगे अब हम कुछ एडस पर विचार करते हैं बाएं दाएं ऊपर नीचे तो इस संबंध में देखें कि बाएं का मतलब कुछ x निर्देशांक है यह बायाँ e का बायाँ हिस्सा है यह e का दायाँ है बायाँ e और दाएँ e कुछ x निर्देशांक को संदर्भित करता है और ऊपर और नीचे कुछ y निर्देशांक को संदर्भित करता है e के ऊपर और नीचे e वे कुछ y निर्देशांक को संदर्भित करते हैं तो इसके साथ हम देखेंगे कि कैसे कंस्ट्रेंट्स हैं और पिछले एक डेल्टा x ve और डेल्टा y ve केंद्र से पिन ऑफ़सेट को निरूपित करते हैं vs के लिए पिन e से के लिए जुड़ा हुआ है तो उस केंद्र से जहां पिन स्थित हैं इसलिए आपएक बार जब हमने बाउंडिंग बॉक्स को परिभाषित कर लिया है तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी पिन वहां होनी चाहिए इसलिए केंद्र से हम डेल्टा v डेल्टा x को x और y ऑफ़सेट के रूप में माप रहे हैं तो उन्हें इस बॉन्डिंग बॉक्स के बाहर नहीं होना चाहिए जो कि कंस्ट्रेंट्स है वे सभी इस बॉक्स के अंदर होनी चाहिए अब हम कंस्ट्रेंट्स को देखते हैं तो भौतिक कंस्ट्रेंट्स का कहना है कि कंस्ट्रेंट्स का पहला सेट है वे आपको बताते हैं कि नेट e का हर पिन बाउंडिंग बॉक्स के भीतर होना चाहिए ये इन 4 कंस्ट्रेंट्स द्वारा कब्जा कर लिया जाता है लेफ्ट e को उस पिन e के लिए केंद्र के x निर्देशांक प्लस ऑफसेट के बराबर या कम होना चाहिए इस नेट से संबंधित प्रत्येक v के लिए कुछ पिन के लिए v यह होना चाहिए इसी तरह ये दाया भी इससे बड़ा या बराबर होना चाहिए तो यह उस सीमा के भीतर होना चाहिए नीचे फिर से y मान से कम या बराबर होना चाहिए शीर्ष के बड़ा या बराबर होना चाहिए इसका मतलब है कि यह v उस काल्पनिक आयत के अंदर होना चाहिए दूसरे कुल नेट लंबाई को आपके द्वारा याद किए गए आधे पैरामीटर के रूप में अनुमानित किया गया है यह एक मापक था इसे आधा पैरामीटर तार की लंबाई कहा जाता है क्योंकि यह एक आयत है आप आधा पैरामीटर लेते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई इसलिए बाएं से दाएं आप दाएं माइनस बाएं प्लस के टॉप माइनस बॉटमकह सकते हैं यह आपका आधा पैरामीटर होगा तो आपके आधे पैरामीटर की गणना इस तरह की जा सकती है दाएं माइनस लेफ्ट प्लस टॉप माइनस बॉटम तो समय की कंस्ट्रेंट्स आप इसी तरह जोड़ सकते हैं तो कुछ नोटेशन T गेट vi vo यह है एक विशेष सेल के गेट डिले के रूप में एक आउटपुट इनपुट पिन vi से पिन vo तक से परिभाषित किया गया है और T नेट e uo vi नेट डिले है सेल u के पिन से नेट की डिले कुछ आउटपुट पिन u0 यह एक सेल u से आ रहा है u0 आउटपुट पिन है और यह v का पिन के इनपुट पर जा रहा है इसे vi कहा जाता है वह नेट डिले और AAT आपको स्थिर समय विश्लेषण से मिलता है यह पिन j पर वास्तविक आगमन का समय है इसलिए कुछ समय की कंस्ट्रेंट्स है जिसे आप पहचान सकते हैं पहला यह है कि आप कह रहे हैं कि सेल v के प्रत्येक इनपुट पिन के लिए vi पर आगमन का समय पिछले आउटपुट पिन uo के आगमन समय प्लस नेट डिले होगा तो vi का AAT पिछले आउटपुट में आगमन का समय प्लस इस नेट की देरी uo से vi तक होना चाहिए यह स्पष्ट है यह एक है इसी तरह दूसरी कंस्ट्रेंट्स एक सेल के हर आउटपुट पिन vo के लिए होगी vo का आगमन समय vo का आगमन समय अधिक या बराबर होगा इसके प्रत्येक इनपुट के आगमन के समय प्लस गेट की डिले से इसलिए एक गेट के लिए आउटपुट का आगमन समय इनपुट के आगमन के समय से अधिक होना चाहिए और साथ ही गेट की डिले संबंधित तीसरा कंस्ट्रेंट्स स्लैक है यह कहता है कि अनुक्रमिक सेल ताऊ के प्रत्येक पिन के लिए हम इसे स्लैक कहते हैं की गणना RAT माइनस AAT के बीच अंतर के रूप से की जाती है यही परिभाषा है इसलिए हर समय बिंदु के लिए स्लैक हम RAT और AAT के बीच अंतर के रूप में गणना कर रहे हैं तो आप इस RAT और AAT गणना को देखते हैं स्थैतिक समय विश्लेषण वे किसी प्रकार के फ़ंक्शन के रूप में उपलब्ध होना चाहिए जब भी आवश्यकता हो आपको उन वैल्यू को प्राप्त करना होगा तो स्टेटिक टाइमिंग एनालाइज़र आपके लिए उपलब्ध है जिसे हम मान रहे हैं और हां स्लैक वैल्यू 0 से ऊपरी सीमा पर हो सकते हैं क्योंकि आपका मतलब यह नहीं है एक सकारात्मक स्लैक वैल्यू चाहते हैं क्योंकि आपने पहले देखा है हम 0 स्लैक एल्गोरिथ्म जैसे कुछ का उपयोग करते हैं ताकि हम सभी स्लैक वैल्यू को 0 के करीब लाने का प्रयास करें इसलिए या तो आप इसे केवल ऊपरी तौर पर 0 तक सीमित करें या एक छोटे सकारात्मक वैल्यू का उपयोग करें ताकि स्लैक वैल्यू सभी उस सीमा के भीतर 0 के करीब पहुंच जाएं तो उद्देश्य फ़ंक्शन 3 प्रकार के हो सकते हैं उनमें से 3 यहां दिखाए गए हैं आप कुछ और जोड़ सकते हैं सबसे पहले कुल नकारात्मक स्लैक का अनुकूलन करना है कुल नकारात्मक स्लैक इस तरह व्यक्त किया जा सकता है पिंस ताऊ एक सेल ताऊ के पिंस का एक सेट है और T सभी अनुक्रमिक तत्वों या एंडपॉइंट्स का सेट है तो आप सभी सिस्टम के स्लैक की गणना करते हैं एक बात का उल्लेख नहीं किया गया है अगर यह कुल नकारात्मक स्लैक है तो हमें एक और शर्त का भी उल्लेख करना होगा कि स्लैक ताऊ पी 0 से कम या के बराबर होना चाहिए लेकिन जब से आप एक कंस्ट्रेंट्स के संदर्भ में मान रहे हैं कि ताऊ पी को स्लैक करने की क्षमता 0 के बराबर होगी तो यह 0 या नकारात्मक होगा यह कभी सकारात्मक नहीं हो सकता है तो इस अनुमान के तहत आप यह मान सकते हैं बस स्लैक ताऊ पी का योग यह आपको कुल नकारात्मक स्लैक देगा फिर दूसरी स्थिति शायद आप सबसे खराब नकारात्मक स्लैक का अनुकूलन करते हैं मैक्स डब्ल्यूएनएस आप जिस एक्सप्रेशन की गणना कर सकते हैं उसे जानते हैं इसलिए WNS सभी ताउ पी के लिए स्लैक ताऊ पी के बराबर से कम होगा और आप कुछ वेटेड कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं कुल तारों की कुल लंबाई का योग और सबसे खराब नकारात्मक स्लैक WNS कहने दें तो आप इस Le का उपयोग सभी नेट योगों के लिए आधे पैरामीटर तार की लंबाई के रूप में कर सकते हैं और आप इस तार का उपयोग कर सकते हैं यह WNS नकारात्मक स्लैक है तो इसका मतलब है कि अल्फा 0 और 1 के बीच एक पैरामीटर हो सकता है इसलिए इसका उपयोग करके आप वास्तव में क्षेत्र के प्रभाव को नियंत्रित कर सकते हैं नेट की लंबाई और स्लैक तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैं जो यहां उपयोग किए जाते हैं तो आप यहां देखें हमने कुछ चीजों पर ध्यान दिया हमने देखा कि हम समय की विशेषता या समय के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए प्लेसमेंट कैसे कर सकते हैं आपने पहले देखा था जब हमने प्लेसमेंट किया था हमने समय को नजरअंदाज किया हमने केवल ब्लॉक की स्थिति और तार की लंबाई के मिनिमिजाशन को देखा अब हमारे पास अतिरिक्त पैरामीटर है जो अंदर आ रहा है हम स्लैक को कम करने की कोशिश कर रहे हैं हम देरी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी तरह तो अब आपको आवश्यकता है या अब आपके पास एक ऐसा वातावरण है जहाँ प्लेसमेंट टूल और टाइमिंग एनालिसिस टूल हाथो हाथ काम कर रहे हैं तो यहाँ हम हैं हमने अभी कुछ तरीकों का उल्लेख किया है अधिक अग्रिम तकनीकें भी उपलब्ध हैं लेकिन यहाँ हमने उन पर चर्चा नहीं की है वे वास्तव मेंहाथो हाथ काम करते हैं और वे बड़े डिजाइनों को भी संभालने में सक्षम हैं क्योंकि आप देखते हैं क्योंकि औद्योगिक डिजाइन बड़े हैं हमें एक ऐसी विधि की आवश्यकता है जिसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बड़ी न हो निश्चित रूप से हम सटीकता चाहते हैं लेकिन हमें स्केलेबिलिटी पर भी ध्यान देना होगा विधि को लेगर सर्किट को संभालने में सक्षम होना चाहिए जो कि आज के परिदृश्य में और इतने पर एक व्यावहारिक है इसलिए अब हमने समय चालित प्लेसमेंट के बारे में बात की थी तो अन्य मुद्दे हैं जिन्हें हम अपने अगले सप्ताह के व्याख्यानों के दौरान देखेंगे हम उदाहरण के लिए देख रहे हैं टाइमिंग अवेयर राउटिंग टाइमिंग राउन्डेड राउटिंग तो नेट्स के लिए ज्यामिति कनेक्शन कैसे बनाएं जिससे कि कुछ समय अनुमान या समय बजट संतुष्ट हो और अंत में जब भी हमें कुछ समय बजट को संतुष्ट करना होता है जो आपको समय विश्लेषण उपकरण से मिलता है तो अपने में ऐसे उपकरण और नेट लिस्ट अपने नेटवर्क में नोटेशन या संशोधन कैसे करें जो समय विश्लेषण या आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं इसलिए इसके साथ हम इस व्याख्यान के अंत में आते हैं